इसलिए इस कक्षा में हम अब कुछ उन्नत अवधारणाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जैसे कि आप कठोरता स्थिरांक वगैरह की गणना के लिए एक जैसे साधारण बीम सिद्धांत का उपयोग कहां नहीं कर सकते हैं अब इससे पहले कि हम उस पर जाएं हमने जो कुछ भी मूल बातें सीखी हैं और कुछ और चीजें जो इस अध्ययन के लिए आवश्यक होंगी के बारे में थोड़ा सा दोहराएंगे तो अब आप जानते हैं कि प्रत्यास्थता के नियमों के अनुसार स्ट्रेस और स्ट्रेन रैखिक होते हैं तो अगर सिग्मा स्ट्रेस है और हम कहते हैं कि एप्सिलॉन स्ट्रेन है तो आपको एक रैखिक वक्र मिलता है अब इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल 12 सिग्मा एप्सिलॉन क्या है और इसे तनाव ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है तो अब मान लें कि मेरे पास कोई बॉडी है और उसमें कुछ तत्व आयतन तत्व dV है जिसमें तनाव स्ट्रेस सिग्मा है और स्ट्रेन एप्सिलॉन है फिर 12 सिग्मा एप्सिलॉन उस विशेष बॉडी का ऊर्जा घनत्व है और खिंचाव ऊर्जा घनत्व है अब कुल तनाव ऊर्जा की गणना करने के लिए मान लें कि हम इसे SE कहते हैं कुल खिंचाव ऊर्जा तनाव ऊर्जा घनत्व है जो ½ सिग्मा एप्सिलॉन है और फिर हमें इसे आयतन पर एकीकृत करना होगा तो यह 12 सिग्मा एप्सिलॉन dV का एक वॉल्यूम इंटीग्रल है अब यह 12 सिग्मा एप्सिलॉन आप इसे स्प्रिंग मास सिस्टम से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक K और कोई द्रव्यमान m यहां है और मान लें कि विक्षेपण x है फिर जब यह x विक्षेपण पर है और x तक खींचा गया है तो इसमें संग्रहीत ऊर्जा 12Kxx होती है और यह आप पहले से ही 12वीं या कुछ मूलभूत यांत्रिकी पाठ्यक्रम में सीख चुके हैं और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 12 आप इसे 12 K x x लिख सकते हैं जहाँ यह K x बल है और यह विक्षेपण है तो यह सिग्मा की तरह है और यह एप्सिलॉन है तो कुल तनाव ऊर्जा SE इंटीग्रल 0 से आयतन 12 सिग्माएप्सिलॉनdV है अब हम कैस्टिग्लिआनो प्रमेय Castiglianos theorem नामक एक प्रमेय की चर्चा करेंगे Castigliano's theorem कैस्टिग्लिआनो की प्रमेय Castigliano's theorem तो यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत विशिष्ट है और पाठ्यक्रम के इस भाग में या इस पाठ्यक्रम के दायरे में हम इस बात पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि कैस्टिग्लिआनो के प्रमेय में क्या है और कैसे वास्तव में यह डिराइव की गई है आदि लेकिन हम इस प्रमेय के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का उपयोग करने जा रहे हैं और क्योंकि यह हमारे लिए विभिन्न जटिल बीमों को हल करने के लिए उपयोगी होगा कैस्टिग्लिआनो की प्रमेय Castigliano's theorem तो यह प्रमेय क्या कहता है प्रमेय का कहना है कि x दिशा में बल उस दिशा में कुल तनाव ऊर्जा जो कि विक्षेपण के फंक्शन के रूप में व्यक्त है का आंशिक डेरिवेटिव विक्षेपण के समक्ष तो यहाँ x दिशा में विक्षेपण ux है और x में बल Fx है तो यह व्यंजक में से एक है और दूसरा व्यंजक इसके ठीक विपरीत है जो कि ux या विक्षेपण बल के संदर्भ में आंशिक डेरिवेटिव partial derivative है जबकि कुल ऊर्जा कुल तनाव ऊर्जा बल के रूप में व्यक्त की जाती है अब इन दो व्यंजकों का उपयोग हम विभिन्न जटिल संरचनाओं को हल करने के लिए करेंगे लेकिन हम इस बात पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि ये दोनों व्यंजक कैसे आते हैं इससे पहले कि हम इस पर जाएं कि हम इस प्रमेय को कैसे लागू करते हैं हम एक स्थिरांक एक को मानेंगे जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी वह है गाइडेड बीम तो अगर आपको याद है कि गाइडेड बीम थी तो गाइडेड बीम की स्थिति में एक साइड फिक्स थी और दूसरी साइड बिना किसी रोटेशन के इस दिशा में गतिमान थी केवल यही बायां छोर है या यह छोर बंधा हुआ हैऔर यह छोर गतिमान है लेकिन केवल इस दिशा में ऊपर और नीचे की ओर तो यह कुछ इस प्रकार है तो मान लेते हैं कि कैंटीलेवर की यह साइड बंधी हुई है और तब यह द्रव्यमान जो कि दूसरे छोर से जुड़ा है और यह द्रव्यमान केवल इस दिशा में गतिमान है तो इस फ्रेम में x अक्ष में कोई घूर्णन या रोटेशन नहीं है अब उसके लिए हमने देखा है यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो स्थिरांक इस प्रकार हैं यह F साइड बंधी है तो वैसे भी यहां सभी प्रतिक्रिया बल R1x R1y होंगे और फिर हमारे पास घूर्णन M1 है और वास्तव में हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो हमारे पास F बल है जो एक बाहरी बल है और फिर R2x प्रतिक्रिया बल और फिर M2 प्रतिक्रिया घूर्णन है अब आप देखते हैं कि y दिशा में हमने कोई उल्लेख नहीं किया है लेकिन इस छोर या y दिशा में हमने किसी प्रतिक्रिया बल का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उस दिशा में द्रव्यमान गति कर सकता है अत वहां कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होगा तो सभी बलों को संतुलित करके हम उस योग को Fx R1x R2x 0 लिख सकते हैं फिर Fy पर योग Fy R1y F 0 और फिर घूर्णन पर योग Mz M1 M2 FL 0 अब यहां देखें कि मैंने M1 से पहले ऋणात्मक साइन लगाया है क्योंकि यहां मैं मान रहा हूं कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऋणात्मक हैं तो यह परिपाटी कन्वेंशन आप निश्चित करें और तदनुसार हमें उस परिपाटी कन्वेंशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमें इसे बदलना नहीं चाहिए तो इस उद्देश्य के लिए मैं केवल यह मान रहा हूं कि एंटीक्लॉकवाइज मोमेंट्स धनात्मक है और क्लॉक वाइज मोमेंट ऋणात्मक है अब और दूसरी बात मानते हैं कि बीम की लंबाई L है तो यह दूरी L है इसलिए M1 M2 FL 0 है इस बल के कारण FL की गति होगी और M2 और FL दोनों समान दिशा में हैं जो वामावर्त है और दोनों धनात्मक हैं तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशनस क्या हैं बाउंड्री कंडीशनस Boundary conditions तो आइए बाउंड्री कंडीशनस देखें इस विशेष बाउंड्री कंडीशनस के लिए हम लिख सकते हैं कि x L पर ux 0 है और फिर x L पर dwdx 0 है तो मैं यहाँ यह मान रहा हूँ कि x दिशा में विक्षेपण u और y दिशा में विक्षेपण w है तो यह u यह w है और यह मेरा x और y है और हम इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं आपको यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि u x L पर का अर्थ है यहां यह बिंदु है और इस बिंदु पर x दिशा में हमारी कोई गति नहीं है हमारे पास x दिशा में कोई गति नहीं है तो उस बिंदु पर या कैंटीलेवर की नोक पर x का दिशात्मक विक्षेपण 0 है और फिर दूसरी बात यह है कि यह गाइडेड बीम है जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कोई रोटेशन नहीं है तो गाइडेड बीम नो रोटेशन का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि कोई ढलान भी नहीं है तो यह इस दिशा में है या y दिशा में विक्षेपण w है तो उस दिशा में ढलान क्या है यह dwdx है तो और dwdx x L पर 0 होगा ये दो बाउंड्री समीकरण हैं तो अब हम देखते हैं कि कैस्टिग्लिआनो प्रमेय के संदर्भ में इस बाउंड्री समीकरण से हमें इस बाउंड्री समीकरण में क्या मिलता है अब कास्टिग्लिआनो प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं कि ux तनाव ऊर्जा का डेल डेल Fx है Fx के पदों में अब यह Fx क्या है Fx एक्स दिशा में F बल है अब x दिशा में कितना बल है x L पर वह प्रतिक्रिया बल R2x है तो x L के लिए ux तनाव ऊर्जा का del del R2x यहाँ R2x समान है और यह 0 हमारी बाउंड्री कंडीशनस एक के अनुसार है फिर दूसरी शर्त क्या है दूसरी शर्त dwdx है अब dwdx क्या है Dwdx ढलान है और इस ढलान का अर्थ है कोण थीटा और यह कोण थीटा घूर्ण को क्या बनाता है इसलिए यदि बल विक्षेपण करता है और घूर्ण बॉडी को घुमाता है तो dwdx यह dwdx बीम का ढलान slope है और dwdx का अर्थ वह कोण है आइए इसे थीटा theta कहें यदि थीटा विक्षेपण है तो बल कितना है बल वास्तव में घूर्णन है और x L पर वह घूर्णन M2 है तो कास्टिग्लिआनो प्रमेय के अनुसार तनाव ऊर्जा का डेल डेल M2 0 है M2 के पद में अब हमें यह गणना करने की आवश्यकता है कि तनाव ऊर्जा कितनी है तो तनाव ऊर्जा SE SEaxial SEbending अब यहां मैं एक पुराने केस का जिक्र करना चाहता हूं जबकि कैंटिलीवर बल को विक्षेपण में स्थानांतरित करता है जिसकी गणना हमने वहां की है आप देखिए यहां आप देख सकते हैं कि यह शुद्ध बेन्डिंग का केस है तो इसके साथ कोई लेटरल विक्षेप जुड़ा नहीं है तटस्थ अक्ष और तटस्थ अक्ष के अनुसार इस स्थानान्तरण बल कैंटिलीवर के लिए शुद्ध बेन्डिंग का केस है लेकिन यहाँ हम क्या मान रहे हैं हमारे पास अक्षीय तनाव भी है और स्थानांतरित तनाव भी है क्योंकि यह गाइडेड केस है और फिर हमें दोनों मामलों के लिए तनाव ऊर्जा की गणना करनी है तो सबसे पहले हम एक एक करके अक्षीय तनाव ऊर्जा अक्षीय और झुकना तनाव ऊर्जा की गणना करेंगे तो तनाव ऊर्जा क्या है स्ट्रेन एनर्जी है12 ⋅ सिग्मा ax ⋅ एप्सिलॉन ax ⋅dV का 0 से V तक इंटीग्रल 12 ⋅सिग्मा बेंडिंग ⋅ एप्सिलॉन बेंडिंग⋅ dV का 0 से V तक पॉलिनॉमियल इंटीग्रल पुन हम जानते हैं कि वह सिग्मा एप्सिलॉन y से जानते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन सिग्माy तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह 2 y 0 से V सिग्मा x2 dV का 12 y का 12 जो 0 से V सिग्मा बेंडिंग स्क्वायर dV तक आता है अब 0 से V तक 1 बटा 2y सिग्मा x है सिग्मा x का अर्थ है अक्षीय दिशा में तनाव अब अक्षीय दिशा तनाव क्या है यह x दिशा में एक बल उसके क्षेत्र है तो मान लेते हैं कि किसी बिंदु x पर x दिशा में लगने वाला बल px है तो यह px A का पूर्ण वर्ग dV होगा या हम dVs adx लिख सकते हैं क्यों क्योंकि यह हमारा बीम है और यह dV इस क्रॉस सेक्शन की तरह है और यहाँ यह x दिशा है और यह y दिशा है अब देखिए कि बीम की अलग अलग स्थिति पर अलग अलग बल A होगा लेकिन पूरे बीम का क्षेत्रफल समान है तदनुसार इसकी लंबाई के साथ साथ क्षेत्रफल समान है अत A एक अचर है तो इस dV को हम A dx के लिख सकते हैं जहाँ A इस आयतन का क्षेत्रफल है यह छोटा आयतन और यह dx है और फिर हमारे पास 1 2 y है यह 0 से V तक सिग्मा बेंडिंग और स्क्वायर है यह फिर से 1 2 y है और A में से एक हटाया जाता है तो यह 1 2 y है A क्योंकि यह बाध्यता है इसलिए मैं इसे निकालता हूं अब यह आयतन समाकलन एक रेखा समाकलन बन जाता है और फिर इसकी सीमा 0 से L तक होगी क्योंकि L बीम की लंबाई है और यहाँ सिग्मा बेन्डिंग के लिए हम पुराने परिणाम में से एक का उल्लेख करेंगे जो हमें मिला या यह झुकने का शुद्ध रूप में झुकने का है हमने पाया है कि तटस्थ अक्ष से दूरी z से स्ट्रेस Ez by rho है जहाँ E यंग मॉड्यूल Young's modules है z उदासीन अक्ष से दूरी है और rho वक्रता की त्रिज्या है और फिर आपको मिलता है कि 1rho MEI जहां M घूर्णन है और E यंग मापांक है और I जड़ता है और यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कि सिग्मा x M0z I अब हम इस संबंध का उपयोग अपने वर्तमान समाधान के लिए करने जा रहे हैं तो M0zY जहां M0 घूर्णन था और z तटस्थ अक्ष से विक्षेपण था और यहाँ इस मामले में हम इसे w मान रहे हैं क्योंकि Y दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में हम विक्षेपण को w मान रहे हैं तो अब हम इस संबंध का उपयोग अपने वर्तमान समाधान के लिए करते हैं और हमें क्या मिला हमें वह सिग्मा M0ZI मिला यहाँ y दिशा में मान लें कि यदि विक्षेपण है या हम कहते हैं कि यदि हम एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहाँ परत तटस्थ अक्ष से y दूरी पर है तो हम इसे Y से लिख सकते हैं यह Y यंग मापांक है और फिर 0 से V तक यह सिग्मा M0 zI है तो यहाँ M0 हमारा सामान्य M या किसी भी बिंदु x पर घूर्णन है तो M और फिर Z वास्तव में यहाँ है इसे y मानते हैं क्योंकि हम परत को Y दिशा में ले रहे हैं तो मान लीजिए कि तटस्थ अक्ष से y की दूरी पर यह दूरी y है हम उसे M y ले सकते हैं और I समान है तो M y I 2 dV dAd x है अब यह हिस्सा वही है मैं इसे ऐसे ही रखता हूं और यह भाग 12Y और इस वॉल्यूम इंटीग्रल को मैं दो भागों में तोड़ता हूं एक लाइन इंटीग्रल 0 से L है और दूसरा सतह इंटीग्रल 0 से A है और फिर हमारे पास M2I2 y 2 dA dx है अब यह हिस्सा फिर से वैसा ही है और यह हिस्सा ऐसा1२Y फिर से 0 से L तक है मैं इसे M2 I2 लिख सकता हूँ मैं इसे बाहर लेता हूँ और फिर हम लिख सकते हैं कि 0 से A y वर्ग dA dx यह 0 से A Y वर्ग dA समाकलन जड़ता की क्षेत्र गति है तो यह मुझे I देगा तो फिर से पहला शब्द जैसा कि मैंने लिखा है 12YA 0 से L Px पूर्ण वर्ग dx 1 2Y इंटीग्रल 0 से L M वर्गI वर्ग I d x है Y यहाँ है यंग मापांक है और इसलिए इसे मैं अंश और हर से रद्द कर दूंगा और फिर हमें 1 2Y इंटीग्रल 0 से L L E x और dx मिलेगा इसलिए मैं I को निकालता हूं क्योंकि यह 1 2 Y I इंटीग्रल 0 से L M वर्ग dx तक की बाध्यता है अब यह व्यंजक महत्वपूर्ण है और हम यहां केवल गणना करेंगे कि विभिन्न xs के लिए P x और M के मान क्या हैं और फिर हम कुल विकृति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे Px प्राप्त कर सकते हैं तो यह फ्री बॉडी डायग्राम है जिसे आप देखते हैं कि R1x R1y और R2x सब कुछ यहाँ खींचा गया है तो हमारी पहली शर्त के अनुसार कि सिग्मा Fx 0 तो R1 x R2 x 0 यानी मेरा Px अंततः R1x R2x क्योंकि x दिशा में कोई अन्य बल नहीं है और प्रत्येक बिंदु पर समान बल है तब mx or घूर्णन M x या किसी बिंदु x पर घूर्णन M2 F L x होगा क्योंकि अगर मैं इस बिंदु के सबसे बाएं बिंदु के सापेक्ष में घूर्णन लेता हूं जो कि निश्चित बिंदु है तो M2 वहां होगा और उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि बिंदु बायां छोर से दूरी x पर है तो उस बिंदु से यह बल F दूरी x L क्षमा करें L x पर है उस बिंदु से यह बल F L x की दूरी पर है इसलिए उस बल के लिए वह घूर्णन L x होगा तो Mx जो वास्तव में इस दिशा में है तो यह ऋणात्मक आएगा Mx M2 F L x अब इन दो समीकरणों यानी Px R2x और Mx M2 F L x को रखें हम इन दो समीकरणों को तनाव ऊर्जा का अनुमान लगाने के लिए तनाव ऊर्जा व्यंजक में रखते हैं तनाव ऊर्जा R2x2 L2YA M2 वर्ग L 2YA 2YI 2YI M2 2F का L वर्ग 2YI F वर्ग L घन 6YI तो यह आप केवल M मान और r R2 x डालकर और इसे एकीकृत करके प्राप्त कर सकते हैं अब हमें तनाव ऊर्जा के आंशिक डेरीवेटिव की गणना करने की आवश्यकता है तो पहले हम इसे R2 x और M2 इन दो शब्दों के सापेक्ष डिराइव करते हैं हमें आपको करने की ज़रूरत है यदि आप वापस जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह सीमा की स्थिति और तनाव ऊर्जा अभिव्यक्ति का रूप है हमें वह ux del del तनाव ऊर्जा का Fx मिला है और जो 0 है और dw dx I s del del तनाव ऊर्जा का M2 भी 0 है तो डेल्टा SE डेल्टा R2 x 0 जिसमें निहित है कि R2 x 0 क्योंकि इस स्ट्रेन एनर्जी टीम में यह एनर्जी टर्म केवल R2 x पर निर्भर करता है जो R2 है यदि पहली बार R2 x वर्ग L L 2 IA अन्य पद R2 x से स्वतंत्र हैं तो वह सीधे 0 हो जाएगा अब डेल्टा SE डेल्टा M2 0 और फिर से अगर हम इसे M 2 के सापेक्ष partial derivative करते हैं तो पहला टर्म 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म मुझे 2 M2 L A 2I देगा तो यह M2 L M2 L केवल YI है 2 2 रद्द है और फिर FL वर्ग 2YI है तो FL वर्ग x YI यह पद M2 के सापेक्ष partial derivative करने से 0 हो जाएगा तो यह 0 है तो फिर इस व्यंजक पर हम प्राप्त करते हैं M2 FL 2से फिर दूसरी अवस्था से कि सिग्मा M z M1 M2 FL 0 तो अब M2 FL2 है तो अब आप लिख सकते हैं कि M1 FL2 अब एक बार जब हमें M2 और M1 मिल गए तो M1 की आवश्यकता नहीं है लेकिन निरंतरता के लिए हमने M1 की भी गणना की है अब हमें M2 और M1 दोनों मिल गए हैं इसलिए हम बल के रूप में फिर से तनाव ऊर्जा strain energy की गणना करते हैं तो तनाव ऊर्जा R2x है जो यहां 0 है और फिर हमारे पास M2 है M2 जो FL2 है M2 है FL2 तो विकृति ऊर्जा M2 जो FL2 पूर्ण वर्ग L 2YI FL 2 FL वर्ग 2YI F वर्ग L घन 6YI और सभी मामलों में मुझे यह 8YI वर्ग L घन 4YI वर्ग L घन 6YI मिलता है तो अगर हम इसे बाहर लेते हैं तो F वर्ग L घन YI 18 14 16 तो गणना करने पर हम पाते हैं कि कुल तनाव ऊर्जा अब F के पद में F वर्ग L घन 24YI है अब हमें वास्तव में विक्षेपण की गणना करने की आवश्यकता है वह w है तो w विक्षेपण किस बल F के कारण है इसलिए x L पर w डेल डेल बल F है क्योंकि F बल कैंटीलेवर की नोक पर कार्य कर रहा है जो कि x L पर है और वही टिप के विक्षेपण का कारण बन रहा है जो w है तोकास्टिग्लिआनो के प्रमेय के अनुसार w या विक्षेपण डेल डेल तनाव ऊर्जा का F तो वह 2F Lघन 24YI है तो वह है FL घन 12YI तो अब हम विक्षेपण को जानते हैं तो विक्षेपण द्वारा बल या इस गाइडेड बीम की कठोरता हम इसे kb कहते हैं या बीम की कठोरता F w 12YI L घन है तो यह महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है